नमस्ते इस विशेष मॉड्यूल में आपका स्वागत है पिछले मॉड्यूल में हमने कुछ सेंसर और उनके अनुप्रयोगों पर चर्चा की है लेकिन जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको इस विशेष पाठ्यक्रम के भाग के रूप में सेंसर निर्माण के बारे में विस्तार से सिखाऊंगा अभी हमारा ध्यान यह समझने पर है कि किस प्रकार के सेंसर उपलब्ध हैं और उन सेंसरों के अनुप्रयोग क्या है और हम मेडिकल डोमेन पर ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि आप समझ सकें कि माइक्रो फैब्रिकेशन और टेक्नोलॉजी और सेंसर डिजाइन टेक्नोलॉजी के बारे में बुनियादी बातों को समझने से आपको मेडिकल डोमेन के लिए कई सेंसर और एक्चुएटर बनाने में मदद मिल सकती है अन्य अनुप्रयोगों के लिए भी समान सेंसर और एक्चुएटर का उपयोग किया जा सकता है हम उन अनुप्रयोगों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिनमें विभिन्न भौतिक वाष्प जमाव तकनीक रासायनिक वाष्प जमाव तकनीक उन उपकरणों को ठीक से बनाने के लिए लिथोग्राफी तकनीक शामिल हैं इसलिए यदि आप कल को याद करें तो हमने माइक्रो हीटर की चर्चा की थी और फिर हमने चर्चा की कि हमें माइक्रो हीटर क्यों बनाना पड़ा हम माइक्रो हीटर कैसे बना सकते हैं और आप प्रतिरोध मान कैसे प्राप्त कर सकते हैं अब यदि आप यह मान लें कि ये दोनों धातु धातु रेखाएँ हैं और यदि मैं दो धातु रेखाओं को नहीं जोड़ रहा हूँ तो क्या होगा और ये संपर्क पैड हैं तो ये संपर्क पैड हैं और ये धातु की रेखाएं हैं तो अगर मैं प्रतिरोध या प्रतिबाधा को मापता हूं तो प्रतिरोध या प्रतिबाधा क्या होगी यह अनंत होगा क्योंकि कोई संबंध नहीं है यह अनंत होगा अब अगर मैं इस विशेष दो इलेक्ट्रोड पर कुछ भी रखूं तो मैं इस विशेष इलेक्ट्रोड पर रखी गई सामग्री के आधार पर प्रतिबाधा मूल्यों में परिवर्तन देखूंगा तो मैं यहां जो बिंदु बना रहा हूं वह यह है कि विभिन्न सामग्रियों के प्रतिबाधा को मापने के लिए इस इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जा सकता है अब अगर मैं इस विशेष इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड पर कोशिकाओं को लोड करता हूं तो मैं एक सेल के प्रतिबाधा को माप सकता हूं तो अगर मैं एक सामान्य व्यक्ति से एक सेल लेता हूं और अगर मैं एक मृत व्यक्ति से एक सेल लेता हूं तो मान लें कि हम कैंसर के बारे में बात करते हैं तो कैंसर से पीड़ित व्यक्ति की कोशिका तो क्या कोशिकाएं अपने विद्युत गुणों को बदल रही हैं यदि आप एक सामान्य व्यक्ति की कोशिकाओं और कैंसर से पीड़ित व्यक्ति की कोशिकाओं को मापना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि प्रतिबाधा मूल्य भिन्न हैं इसका मतलब है विद्युत गुण अलग हैं हम इंटरडिजिटल इलेक्ट्रोड की मदद से प्रतिबाधा को कैसे माप सकते हैं अब हमारे शरीर के भीतर क्या स्थिति है स्थिति से मेरा मतलब यह है कि शरीर के अंदर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास कितना है CO2 की मात्रा लगभग 5 प्रतिशत है कितनी नमी लगभग 95 प्रतिशत औसत तो बात यह है कि 37 डिग्री पर कोशिकाएं जीवित होंगी हम कोशिकाओं को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जीवित रख सकते हैं अब तक जहां मैं यह व्याख्यान दे रहा हूं वहां का तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड है जब मैं एक सामान्य व्यक्ति से कोशिकाएं लेता हूं और मैं एक कैंसर ग्रस्त व्यक्ति से एक सेल लेता हूं तो मैं चाहता हूं कि उनकी कोशिकाएं जीवित रहें और कोशिकाओं को जीवित रखने के लिए हमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने के लिए हमें कोशिकाओं को गर्म करना होगा या डिवाइस को 20 डिग्री से 37 डिग्री तक गर्म करना होगा हम माइक्रो हीटर की मदद से कैसे गर्म कर सकते हैं तो अब यदि आपके पास एक माइक्रो हीटर है और यदि आपके पास माइक्रो हीटर के ऊपर एक इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड है अब इंटरडिजिटेड इलेक्ट्रोड धातु से बने होते हैं हीटर धातु से बना होता है अगर मैं दो धातुओं को एक साथ रख दूं तो क्या होगा यह शॉर्ट सर्किट होगा इसलिए मैं एक धातु को दूसरी धातु के ऊपर नहीं रख सकता जो मैं कर सकता हूं कि एक इन्सुलेट परत हो सकती है मैं दो धातुओं के बीच में एक इन्सुलेटर लगा सकता हूं अब कोई कमी नहीं है कोई छोटा नहीं है तो यहाँ मुद्दा यह है कि अगर मेरे पास एक हीटर है और मेरे पास एक इन्सुलेटर है जो मेरा सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो सकता है जो कि मेरा सिलिकॉन नाइट्राइड हो सकता है और उसके ऊपर अगर मैं इंटरडिजिटेड इलेक्ट्रोड रखता हूं तो मैं अपने डिवाइस को हीटर से गर्म कर सकता हूं और मैं इंटरडिजिटेड इलेक्ट्रोड की मदद से मेरे प्रतिबाधा को माप सकते हैं मैं इंटरडिजिटेड इलेक्ट्रोड पर कोई नमूना रखता हूं हमने यही देखा है कि कैसे हीटर का निर्माण किया जाता है और बीच में एक सैंडविच परत के साथ एक इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाता है हम प्रक्रिया प्रवाह को विस्तार से देखेंगे और उसके लिए नुस्खा भी देखेंगे तो वह दूसरा सेंसर था तीसरा सेंसर जो हमारे पास है जिसकी हम बात कर रहे हैं वह है फोर्स सेंसर फोर्स सेंसर क्या हो सकता है यह एक पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर हो सकता है यह पीजोरेसिस्टिव सेंसर हो सकता है पीजोइलेक्ट्रिक तब होता है जब आप दबाव डालते हैं तो वोल्टेज में बदलाव होता है तो आप जिस यांत्रिक पैरामीटर को जानते हैं उसे विद्युत पैरामीटर या इसके विपरीत में बदल दिया जाता है जबकि पीज़ोरेसिस्टर के मामले में जब आप दबाव या बल लगाते हैं तो प्रतिरोध में बदलाव होता है अब अगर मैं स्ट्रेन गेज के बारे में बात करता हूं तो जब मैं दबाव डालता हूं तो स्ट्रेन गेज सेंसर पर तनाव के कारण प्रतिरोध में परिवर्तन होता है अब हमें यह भी जान लेना चाहिए जब आप किसी स्ट्रेन गेज की बात करते हैं तो आपको गेज फैक्टर की बात करनी चाहिए और वास्तव में गेज कारक क्या है गेज कारक एक स्ट्रेस स्ट्रेन का अनुपात है इसका मतलब है कि जब मैं एक पीज़ोरेसिस्टर पर दबाव डालता हूं तो पीज़ोरेसिस्टर का प्रतिरोध बदल जाएगा और पीज़ोरेसिस्टर की वजह से हम कहते हैं कि यह एक पीज़ोरेसिस्टर एम्बेडेड है मान लें कि यह एक पीज़ोरेसिस्टर है और रजिस्टर इस सामग्री पर एम्बेडेड है इसलिए जब मैं दबाव डालता हूं तो यह बदल जाएगा यह इस तरह झुक जाएगा तो झुकने से लंबाई डेल्टा l l डेल्टा l में परिवर्तन होगा और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह झुकता है इसलिए एक तनाव होता है और यदि अंदर कोई अवरोधक होता है तो प्रतिरोध मानों में परिवर्तन होता है तो अब हमारे पास डेल्टा r है क्योंकि हमारे पास एक मूल प्रतिरोधी था और प्रतिरोध मूल्य में बदलाव आया है और हमारे पास डेल्टा एल है जिसमें मूल लंबाई थी और लंबाई में बदलाव आया है तो डेल्टा r बटा r भाग डेल्टा l बटा l आपको गेज कारक देगा आप इस मूल्य का उपयोग कैसे करेंगे क्योंकि गेज कारक के आधार पर गेज कारक मूल्य अधिक होता है संवेदनशीलता बेहतर होती है इसलिए यदि आप एक धातु की तुलना करते हैं और यदि आप एक अर्धचालक की तुलना करते हैं तो अर्धचालक गेज कारक आमतौर पर धातु गेज कारकों से बेहतर होते हैं तो हमने एरिथमिया का एक उदाहरण लिया और मैं दिल की धड़कन के बारे में बात कर रहा था और फिर मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि एक कैथेटर है जिसे आप शरीर के अंदर जान सकते हैं यह एक सर्जन है जो शरीर के अंदर होगा और हृदय वह विशेष क्षेत्र होगा जो सिग्नल को मिसफायरिंग कर रहा है और वह जलन RF की मदद से होगी तो RF एब्लेशन और जब आप इसे दबाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कैथेटर की नोक पर क्या बल है और यदि बल कम है तो पुनरावृत्ति अधिक है यदि बल ऊतक के अन्य भागों से अधिक है तो हृदय ऊतक जल जाएगा दोनों ही मामलों में हमारे लिए अच्छा नहीं है हमें एक अनुकूलित बल मूल्य की आवश्यकता होती है और उस अनुकूलित पहले मूल्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक बल सेंसर डिजाइन करने की आवश्यकता होती है तो हम देखेंगे कि उस विशेष एप्लिकेशन के लिए एक बल सेंसर कैसे डिजाइन किया जाए अगला सेंसर जिस पर हमने चर्चा की वह पीज़ोरेसिस्टिव कैंटिलीवर था और हमने देखा कि ऊतक के यांत्रिक गुणों में परिवर्तन को मापने के लिए पीज़ोरेसिस्टिव कैंटिलीवर का उपयोग कैसे किया जा सकता है अब उसी कैंटिलीवर का उपयोग कोशिकाओं के यांत्रिक गुणों में परिवर्तन देखने के लिए भी किया जा सकता है ये कोशिकाएं सामान्य से कैंसर में कैसे यांत्रिक गुणों में परिवर्तन करती हैं सेल की यांत्रिक संपत्ति लोच से मेरा क्या मतलब है एक सेल जो कैंसर है उसमें सेल की तुलना में अलग लोच होगी जो सामान्य है यदि कोशिकाओं से ऐसा है तो क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है लेकिन कोशिकाओं का समूह मिलकर एक ऊतक बनाता है यदि आप ऊतक पर काम करते हैं और यदि आप ऊतक को दबाते हैं तो क्या होगा आपके पास एक संपत्ति हो सकती है कि रोग की शुरुआत से रोग की प्रगति तक ऊतक के यांत्रिक गुण कैसे बदल रहे हैं और यह कि आप एक लोच मान में परिवर्तित कर सकते हैं तो आप एक पीज़ोरेसिस्टर का उपयोग कर सकते हैं और यह मानते हुए कि यह एक ऊतक है आप ऊतक की लोच या ऊतक की कठोरता के आधार पर ऊतक पर बल लगा सकते हैं जिससे सेंसर झुक जाएगा इस झुकने से प्रतिरोध में परिवर्तन होगा क्योंकि वहाँ है हमने कैंटिलीवर के अंदर एक पीज़ोरेसिस्टर फैलाया है और प्रतिरोध में यह परिवर्तन हमें यह समझने में मदद करेगा कि ऊतक की लोच क्या है बेशक आवेदन या ऊतक के साथ प्रतिरोध में यह परिवर्तन इससे पहले आपको इसे वाणिज्यिक बल सेंसर के साथ कैलिब्रेट करना होगा और आप यह भी जानना चाहते हैं कि कैंटिलीवर के तनाव में ऊतक में क्या परिवर्तन है कुछ कठोर सामग्री का उपयोग करके आप इसे दबा सकते हैं यह झुक जाएगा और आपको अंशांकन प्रोटोकॉल पता चल जाएगा अब यदि आप कहते हैं कि एक कोशिका या ऊतक बदल रहा है तो यह संपत्ति है संपत्ति लोच क्या है क्यों कि एक कैल्सीफिकेशन और विभिन्न जैविक शब्द हैं लेकिन हम जानते हैं कि ऊतक लोच बदल रहा है अब जब ऊतक लोच बदल रहा है अगर मैं आपके पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए जाता हूं तो आपने कुछ छवियों को इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड या हीटर देखा है जो SEM छवियां थीं इसलिए अगर मैं फील्ड इलेक्ट्रॉन या फील्ड एमिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में फील्ड एमिशन करता हूं जो कि FESEM है तो मैं ऊतक की संरचना को समझ सकता हूं इसलिए यदि मैं एक सामान्य ऊतक लेता हूं और यदि मैं एक कैंसरयुक्त ऊतक लेता हूं और यदि मुझे ऊतक की संरचना दिखाई देती है या FESEM की सहायता से मेरे पास क्या होगा या ऊतक की स्थलाकृति यदि मैं देखूं कि मेरे पास क्या होगा मैं देखता हूं कि ऊतक के खुरदरेपन में परिवर्तन होता है एक कैंसरयुक्त ऊतक सामान्य ऊतक की तुलना में खुरदरा होता है या सामान्य ऊतक कैंसरयुक्त ऊतक की तुलना में अधिक चिकना होता है तो जब ऊतक खुरदरा होता है या ऊतक चिकना होता है तो क्या होगा विरोध बदल जाएगा किसी चिकने पदार्थ का प्रतिरोध किसी खुरदुरे पदार्थ के प्रतिरोध से भिन्न होगा ऊतक की संपत्ति के अनुसार प्रतिरोध बदल जाएगा और जो मैंने आपको कैंसर वाले ऊतक के बारे में बताया था सतह के खुरदरेपन के मामले में सामान्य ऊतक कैंसर वाले ऊतकों से अलग होते हैं क्या हम इस संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं और ऊतक संपत्ति में परिवर्तन को समझ सकते हैं इसका मतलब है कि अगर खुरदरापन अलग है तो प्रतिरोध अलग है इसका मतलब है कि कैंसर बढ़ने पर मैं ऊतक के प्रतिरोध में बदलाव देख सकता हूं अब आपको टिश्यू को जिंदा रखना है ऊतक को जीवित रखने के लिए या ऊतक को सुखाने के लिए बाहर नहीं निकालने के लिए एक अलग तरीके से आपको उस ऊतक को कुछ खारा समाधान जैसे PBS फॉस्फेट बफर सेलाइन लोड करना होगा और आप प्रतिरोध को मापना चाहते हैं लेकिन अब जब से आपने सेलाइन जोड़ दिया है तो आप सीधे नहीं जा सकते हैं और प्रतिरोध मूल्यों को देख सकते हैं आपको एक प्रतिबाधा मूल्य के लिए जाना होगा तो यदि आप स्क्रीन को देखते हैं तो ये यहां इंटरडिजिटेड इलेक्ट्रोड हैं और इसकी प्रतिबाधा क्या होगी इसकी प्रतिबाधा अनंत या अत्यधिक उच्च होगी क्योंकि इस इंटरडिजिटेड इलेक्ट्रोड पर कुछ भी नहीं है और केवल धातु की लाइनें है जो एक दूसरे से नहीं जुड़ती हैं आप यहां देख सकते हैं कि धातु की रेखाएं एक दूसरे से नहीं जुड़ रही हैं अब इस पर अगर मैं एक ऊतक रखता हूं जो कि यह विशेष छवि है आप यहां ऊतक देख सकते हैं इंटरडिजिटेड इलेक्ट्रोड पर रखा गया है क्या होगा प्रतिबाधा मूल्य में परिवर्तन होगा z बदल जाएगा इसका z और इसका z यह z कुछ किलो ओम या मेगा ओम होगा यह अनंत के करीब होगा अब आप इस तरह के इंटरडिजिटेड इलेक्ट्रोड को डिजाइन कर सकते हैं जिन्हें सेंसर भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रतिबाधा में परिवर्तन सामान्य ऊतकों और कैंसरयुक्त ऊतकों के प्रतिबाधा को महसूस करेगा तो सामान्य ऊतकों और कैंसर के ऊतकों के प्रतिबाधा परिवर्तन को इंटरडिजिटल इलेक्ट्रोड की मदद से मापा जा सकता है मैं क्या कहता हूँ प्रतिबाधा प्रतिबाधा एक विद्युत पैरामीटर है तो हम एक इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड की मदद से स्तन के ऊतकों के विद्युत लक्षण वर्णन को नाप रहे हैं तो हमने कहा कि MEMS आधारित MEMS माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम के लिए खड़ा है MEMS आधारित सर्वश्रेष्ठ कैंसर निदान अब यह ऊतक आधारित निदान है तो यह एक बायोप्सी आधारित ऊतक है जो इस बात पर चर्चा करेगा जब हम इस उपकरण के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि इसे कैसे बनाया जाए क्योंकि यह इस विशेष पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है तो आपको प्रक्रिया प्रवाह और विभिन्न सेंसरों के निर्माण को समझने में विशेषज्ञ होना चाहिए तो अगर मैं चाहता हूं कि यह क्या है अगर मैं इसका एक क्रॉस सेक्शन खींचता हूं तो यह कुछ भी नहीं है मान लीजिए कि आपके पास सिलिकॉन वेफर है और आपके पास सब्सट्रेट के रूप में एक गिलास है यह सिलिकॉन है यह कांच है मुझे क्या चाहिए मैं सब्सट्रेट पर इंटरडिजिटेड इलेक्ट्रोड रखना चाहता हूं सिलिकॉन और ग्लास सब्सट्रेट हैं तो अगर यह एक गिलास है तो मैं एक धातु जमा कर सकता हूं यह क्रोम सोना है यह कांच है फिर आप एक धातु जमा करते हैं और फिर आप फोटोलिथोग्राफी करते हैं फिर आप इस क्रोम गोल्ड को इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड बनाने के लिए फोटोलिथोग्राफी करते हैं सिलिकॉन के मामले में मुझे थोड़ा छोटा योजनाबद्ध सिलिकॉन बनाने दें क्या मैं सीधे सिलिकॉन पर धातु जमा कर सकता हूं यह सिलिकॉन वेफर पर मेरा क्रोम सोना है मेरा सवाल है कांच के मामले में मैं सीधे कांच पर क्रोम सोना जमा कर सकता हूं और इसे इंटरडिजिटेड इलेक्ट्रोड बनाने के लिए पैटर्न बना सकता हूं सिलिकॉन के मामले में क्या मैं वही काम कर सकता हूं मैं नहीं कर सकता क्योंकि कांच एक इन्सुलेटर है जबकि सिलिकॉन एक अर्धचालक है तो मुझे क्या करना चाहिए अगर मुझे सिलिकॉन वेफर पर उपकरण बनाना है तो मुझे पहले सिलिकॉन डाइऑक्साइड उगाना होगा यह SiO 2 है SiO 2 क्या है SiO 2 आपका गिलास है इस SiO 2 पर मैं एक धातु जमा कर सकता हूँ और मैं एक लिथोग्राफी कर सकता हूँ मैं फोटोलिथोग्राफी कर सकता हूं तो यह मेरा इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड है यह मेरा सिलिकॉन डाइऑक्साइड है और यह सिलिकॉन वेफर है जो आपको मिला है अब इस बारे में चिंता न करें कि फोटोलिथोग्राफी कैसे की जाती है अब बस इतना समझ लें कि अगर मैं एक सब्सट्रेट के रूप में सिलिकॉन का उपयोग करना चाहता हूं तो मैं गिलास को सब्सट्रेट के रूप में उपयोग करना चाहता हूं इंसुलेटिंग सामग्री होने के कारण गिलास में क्या अंतर है मैं सीधे एक धातु जमा कर सकता हूं और इंटरडिजीटेटेड इलेक्ट्रोड बनाने के लिए फोटोलिथोग्राफी कर सकता हूं सिलिकॉन के मामले में चूंकि सिलिकॉन एक अर्धचालक है मुझे एक इन्सुलेट परत बनाने या एक इन्सुलेट परत जमा करने या बढ़ने की जरूरत है जिसके ऊपर मैं धातु जमा करूंगा और फिर मैं इंटरडिजिटेड इलेक्ट्रोड बनाने के लिए एक फोटोलिथोग्राफी का प्रदर्शन करूंगा इस धातु को भौतिक वाष्प निक्षेपण नामक तकनीक का उपयोग करके उगाया जाता है थर्मल ऑक्सीकरण का उपयोग करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड उगाया जाता है अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या है सिलिकॉन डाइऑक्साइड कांच के अलावा और कुछ नहीं है तो इस तरह आप इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड बना सकते हैं हम प्रक्रिया प्रवाह पर बाद में चर्चा करेंगे अब आपने एक हीटर और इंटरडिजिटेड इलेक्ट्रोड देखा हैं आपने यह बनावटीपन देखा है अब इस इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड पर यदि मैं एक पीज़ोरेसिस्टिव सामग्री जोड़ता हूं और यदि मैं इस पर एक ऊतक रखता हूं और यदि मैं एक बल लगाता हूं यह पीजो प्रतिरोधी सामग्री कुछ भी नहीं है लेकिन ये अब सेंसर हैं क्योंकि कितने सेंसर 1 2 3 और 4 चार इंटरडिजिटेड इलेक्ट्रोड हैं तो मेरे पास चार पीजो प्रतिरोधक हैं जिन पर मैंने एक ऊतक रखा है और एक ज्ञात बल लगाया है तो पीज़ोरेसिस्टर हमारे द्वारा लगाए गए बल के आधार पर प्रतिरोध को बदल देगा लेकिन जितना बल हमने लगाया और पीज़ोरेसिस्टर तक पहुंचने वाले बल की मात्रा ऊतक की लोच पर निर्भर करती है जिस बल पर मैं f 1 लगा रहा हूं और पीजोरेसिस्टर उपायों पर बल या यह पीजोरेसिस्टर तक पहुंचेगा यह सेंसर और इंडेंटर के बीच रखी गई सामग्री की लोच या कठोरता पर निर्भर करेगा इंडेंटर वह जगह है जहां आप बल लगाते हैं यह वह जगह है जहाँ आप कह सकते हैं कि यह एक इंडेंटर है तो अब इससे क्या होगा हम ऊतक की लोच को माप सकते हैं मैं आपको सिखाऊंगा कि यह बहुत ही रोचक बायोचिप है मैं आपको विस्तार से सिखाऊंगा अब बस जल्दी से समझें अब जब मैं एक बल लगाना चाहता हूं तो पीजोरेसिस्टर पीजो प्रतिरोधकता को तभी बदलेगा जब वह बल में परिवर्तन को मापने में सक्षम होगा तो मान लीजिए मेरे पास एक सिलिकॉन वेफर है और मेरे पास एक डायाफ्राम के साथ एक सिलिकॉन वेफर है अगर मैं यहां एक बल लगाता हूं वो झुक जाएगा तो यह झुकने वाला नहीं है क्योंकि सिलिकॉन ठोस पदार्थ कठोर सामग्री है यह झुक जाएगा तो यहाँ मैं क्या देखूँगा मैं क्या उम्मीद कर रहा हूँ ऐसे झुकेगा इस मामले में कुछ नहीं होगा तो हमें यह डायाफ्राम बनाने की जरूरत है डायाफ्राम बनाने के लिए हमें सिलिकॉन वेफर को खोदना होगा सिलिकॉन वेफर कैसे खोदें माइक्रोमशीनिंग नामक एक तकनीक है मशीनिंग आप सभी ने कार्यशाला में सीखा है हम विभिन्न धातुओं को मशीन करते हैं सूक्ष्म स्तर पर जब आप मशीनिंग करते हैं तो उसे माइक्रोमशीनिंग कहा जाता है अब अधिकांश सिलिकॉन को मशीन से निकाल दिया जाता है यहां आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन सामग्री का बड़ा हिस्सा निकाल लिया गया है यही कारण है कि इस प्रक्रिया को बल्क माइक्रोमशीनिंग कहा जाता है तो इस तरह सिलिकॉन झुक जाएगा तो अगर मेरे पास सिलिकॉन वेफर पर एक पीज़ोरेसिस्टर है अगर मेरे पास इस सिलिकॉन वेफर पर पीज़ोरेसिस्टर है तो आप यहां क्या देखते हैं पीज़ोरेसिस्टर का झुकाव है यह झुकने से प्रतिरोध में परिवर्तन होगा तो पीज़ोरेसिस्टर में तनाव प्रतिरोध में बदलाव का कारण बनेगा इसलिए पीज़ोरेसिस्टिव सामग्री की संवेदनशीलता को बढ़ाने में मदद करने के लिए हम एक बल्क माइक्रो मैचिनिंग तकनीक का प्रदर्शन कर रहे हैं जिसके द्वारा हम पीछे से सिलिकॉन वेफर को उकेर रहे हैं और यही आप यहाँ देख सकते हैं यह इस विशेष वेफर का पिछला भाग है इसके पीछे की ओर एक गड्ढा है तो यह एक डायाफ्राम बन रहा है तो हम देखेंगे कि इस बल्क माइक्रोमैचिनिंग को कैसे बनाया जाए और यह एक सेंसर चिप भी है जिसका उपयोग यांत्रिक और थर्मल गुणों में परिवर्तन को समझने के लिए किया जा सकता है कैसे थर्मल गुण तो अब आपके पास चिप पर एक हीटर है आपके पास एक हीटर है और आपके पास एक पीज़ोरेसिस्टिव सामग्री है आपके पास एक हीटर इंसुलेटर है आपके पास एक हीटर इंसुलेटर इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड हैं जिस पर आपके पास एक पीज़ोरेसिस्टिव सामग्री है अब अगर मेरे पास टिश्यू है तो मान लीजिए कि यह चिप है और मैं चिप पर टिश्यू रखता हूं मेरी चिप में क्या है मेरी चिप में हीटर है मैं इस ऊतक को गर्म करता हूं और मेरे पास एक इंडेंटर है जो ऊतक को इस तरह दबाता है यदि इस इंडेंटर में थर्मिस्टर है तो इसके सिरे पर थर्मिस्टर क्या है चिप में क्या है चिप में हीटर है इसलिए मैं ऊतक के निचले हिस्से को गर्म कर रहा हूं और मैं ऊतक के शीर्ष तापमान को माप रहा हूं नीचे का तापमान मुझे पता है शीर्ष तापमान मैं इंडेंटर की मदद से माप रहा हूं क्योंकि इंडेंटर में थर्मिस्टर होता है तो मुझे t 1 मिलेगा जो एक तापमान है जिसे मैं ऊतक के नीचे गर्म कर रहा हूं और t 2 जो ऊतक के शीर्ष पर तापमान है अब ऊतक के गुणों के आधार पर या चरण के आधार पर यह गुण बदल जाएगा मंच से मेरा क्या मतलब है स्टेज 0 स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4 ये स्तन कैंसर के विभिन्न चरण हैं तो ऊतक की तापीय चालकता को रोग की प्रगति के साथ मापा जा सकता है किसी भी ऊतक से संबंधित कैंसर हम इस विशेष सेंसर का उपयोग करके उस विशेष ऊतक की तापीय चालकता को माप सकते हैं थर्मिस्टर के साथ इंडेंटर के साथ तापीय चालकता को मापने के लिए हमारा माइक्रो हीटर कौन सा है और फिर हमारे पास एक पीज़ोरेसिस्टर है तो अब यदि आप इसे फिर से एक चिप के रूप में मानते हैं यह एक ऊतक के रूप में है और एक पीज़ोरेसिस्टर है मेरे पास एक इंडेंटर है जो ऊतक पर एक ज्ञात बल लागू करेगा और पीजो प्रतिरोध की कितनी मात्रा बदल रही है यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितना बल है वास्तव में ऊतक के माध्यम से अनुवाद किया जाता है और यह ऊतक लोच पर निर्भर करता है तो अब हम ऊतक की लोच को माप सकते हैं हम ऊतक की तापीय चालकता को भी माप सकते हैं यह एक सेंसर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं हम यहीं रुकें और अगले मॉड्यूल में मिलते हैं मैं आपसे अगले मॉड्यूल में कुछ और सेंसरों के बारे में बात करूंगा और वहां हम देखेंगे कि माइक्रोफ्लूडिक सेंसर क्या है और आप इसका उपयोग तेजी से दवा जांच के लिए कैसे कर सकते हैं धन्यवाद